प्रकाशिकी प्रयोगशाला में स्पेक्ट्रोमीटर में यह प्रिज्म स्पेक्ट्रोमीटर कई प्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है कम से कम 30 40 प्रतिशत प्रयोग इस प्रिज्म स्पेक्ट्रोमीटर पर आधारित हैं किसी भी प्रयोग को शुरू करने से पहले इस स्पेक्ट्रोमीटर के साथ कुछ बुनियादी काम करने होते हैं जो कि हम बताते हैं कि वह स्पेक्ट्रोमीटर को समतल करना है यह और समानांतर किरणों के लिए भी समतल करना तीन चरण पहला चरण मैकेनिकल समतलन है फिर प्रकाशीय समतलन फिर समानांतर किरणें समानांतर किरणों के लिए समतल करना यह स्पेक्ट्रोमीटर की तस्वीर है और इसके विभिन्न हिस्सों को दिखाया गया है आगे के भागों को इस तरह वर्गीकृत किया जा सकता है यहां क्या चीजें हैं समतलकारी पेच फिर क्लैंप पेच फिर महीन समायोजन पेच फ़ोकस घुंडी ऊंचाई समायोजन पेंच फिर वृत्ताकार पैमाना और वर्नियर स्केल वर्नियर स्केल स्रोत की ऊंचाई और चौड़ाई के लिए समायोज्य झिरी फिर आधार के साथ जड़ित कॉलिमेटर कॉलिमेटर आधार के साथ बद्ध है यहां एक आधार है जो आधार 3 समतलकारी पेच पर खड़ा है फिर 3 समतलकारी पेच और ऊंचाई समायोजन के साथ प्रिज्म टेबल है और इसकी ऊंचाई समायोज्य है कॉलिमेटर फिर प्रिज्म टेबल और फिर दूरबीन ये इस स्पेक्ट्रोमीटर के तीन मुख्य भाग हैं तीन भागों इनके लिए अलग अलग पेच हैं जिनका मैंने उल्लेख किया है उनका उपयोग इस कॉलिमेटर या प्रिज्म टेबल और दूरबीन को समतल करने के लिए किया जाता है उनके समायोजन के लिए भी और यह इसे कहा जाता है जैसा मैंने बताया वास्तव में इसे क्लैम्प पेच कहा जाता है हां जैसा कि मैंने दिखाया प्रिज्म टेबल को जकड़ने के लिए इस दूरबीन को जकड़ने के लिए इन क्लैंपिंग पेच का उपयोग किया जाता है ये चीजें हैं जो भी पेच मैंने बताए हैं वर्नियर वे इस कॉलीमेटर प्रिज्म टेबल और दूरबीन के साथ जुड़े हुए हैं प्रिज्म टेबल 3 समतलकारी पेच और ऊंचाई समायोज्य के साथ इसकी ऊंचाई समायोज्य है और वर्नियर स्केल को वृत्ताकार कवर प्लेट के साथ जोड़ा गया है जो प्रिज्म टेबल से जुड़ा है लेकिन वर्नियर प्लेट कवर प्लेट के साथ नहीं जोड़ा गया है और फिर दूरबीन को वृत्ताकार स्केल के साथ जड़ा जाता है एक वृत्ताकार स्केल होता है जो दूरबीन के साथ जड़ा जाता है और पर्दा के लिए एक क्रॉस वायर भी होता है जहां हम छवि को देखेंगे वर्नियर जो पर्दे को बताएगा पर्दे की जगह पर एक क्रॉस वायर है यहाँ आप चित्र देखते हैं यदि हम इस भाग को ज़ूम करते हैं यदि आप बस इस भाग को ज़ूम करते हैं यह चित्र वर्नियर यहाँ आप देख सकते हैं कि यह तीन मुख्य भाग हैं जो कि यह कॉलिमेटर है यह कॉलिमेटर है यह कॉलिमेटर है और यह प्रिज़्म टेबल है यह प्रिज़्म टेबल है और यह दूरबीन है सही यह दूरबीन है सही यहां आप कॉलिमेटर देखते हैं यहां यह इस आधार के साथ जड़ा हुआ है यह 3 समतलकारी पेंचो पर आधारित है यह एक है यह अन्य एक है और मुझे लगता है कि एक अन्य यहाँ है आप देख नहीं सकते तीसरा यहाँ है यहाँ यह आधार इन 3 समतल पेंचो पर खड़ा होता है इन समतलकारी पेंचो का मतलब है कि यदि आप इस पेंच को घुमाते हैं तो आप जमीन से इस ऊंचाई को घटा या बढ़ा सकते हैं इस आधार के साथ यह कॉलिमेटर जड़ा गया है और यह आधार 3 समतलकारी पेंचो पर खड़ा है अब कॉलिमेटर में क्या चीजें हैं कॉलिमेटर में क्या चीजें हैं यहां यह इस छोर पर यह समायोज्य समायोज्य झिरी है इसे समायोज्य झिरी कहा जाता है और फिर एक समतलकारी पेंच है एक समतल पेंच है और एक घुंडी यहाँ है इस घुंडी को फोकस घुंडी कहा जाता है मुझे लगता है कि हमें इस हिस्से इस हिस्से का आवर्धन करना चाहिए फिर इसके समतल भागों को दिखाना आसान होगा फोकस घुंडी और वर्नियर क्या चीजें हैं जो कि कॉलिमेटर के साथ होती हैं यहां समायोज्य झिरी स्रोत यहां रखते हैं और फिर यह रोशनी झिरी पर गिरती है और झिरी से गुजरती है यह झिरी प्रयोग के लिए एक स्रोत के रूप में कार्य करता है झिरी स्रोत यह झिरी स्रोत होगा और ये और फिर यह फोकस घुंडी इस घुंडी का उद्देश्य क्या है इस पर मैं चर्चा करूंगा और दूसरे छोर पर एक उत्तल लेंस कॉलिमेटर लेंस है जिसे आप बताते हैं कि यह कॉलिमेटर लेंस है और यह समतलकारी पेच वास्तव में यहां एक लेता है यहां एक घुंडी है जिससे आप ऊंचाई को बदल सकते हैं इसे क्षैतिज बनाने के लिए हम एक छोर की ऊंचाई को समायोजित कर सकते हैं दूसरा छोर है यह छोर है यह एक मंच पर एक स्टैंड है इस समतलकारी पेच के साथ इस समतलकारी पेच के साथ आप इसे आप इसे पूरी तरह से क्षैतिज बनाने के लिए इस वर्नियर की तरह बना सकते हैं यहां एक समतलकारी पेंच है फिर यदि आप अगले भाग प्रिज्म टेबल पर आते हैं प्रिज्म टेबल तो यहां 3 समतलकारी पेंच हैं यह एक है यह दूसरा है और यह तीसरा है प्रिज़्म टेबल के इस मंच को इन 3 समतलकारी पेंच का इस्तेमाल करके टेबल की सतह को क्षैतिज बनाया जाता है और यह ऊंचाई समायोजन है यह प्रिज्म टेबल के लिए ऊंचाई समायोजन पेंच है आप ऊंचाई को बढ़ा या घटा सकते हैं और आप इसे स्थिर कर सकते हैं और यह एक यह प्रिज्म टेबल इसके साथ जुड़ा हुआ है यह कवर इस कवर के साथ है और वर्नियर स्केल इस कवर के साथ जुड़ा हुआ है वर्नियर स्केल इस कवर के साथ जुड़ा हुआ है यह प्रिज्म टेबल जब आप इस कवर को घुमाएंगे तो यह प्रिज्म टेबल भी घूम जाएगा इसका मतलब है कि यह वर्नियर स्केल प्रिज्म टेबल के साथ साथ घूमेगा और इसके बिना भी वर्नियर यदि आप सिर्फ इस प्रिज्म टेबल को घुमाते हैं इस वर्नियर स्केल को घुमाए बिना आप इस प्रिज्म टेबल को घुमा सकते हैं और फिर यह हिस्सा दूरबीन है यह दूरबीन है इस छोर पर इस छोर पर फिर से कॉलिमेटर की तरह यहाँ भी लेंस उत्तल लेंस है और दूसरे छोर पर एक नेत्रिका है दूरबीन में हमारे पास इस छोर पर एक लेंस है उत्तल लेंस दूसरे छोर पर एक नेत्रिका है और इसमें भी समतलकारी पेंच हैं आप कॉलिमेटर के जैसे आप इसे क्षैतिज बनाने के लिए झुकाव के प्रकार को समायोजित कर सकते हैं और साथ ही यहां फ़ोकस घुंडी भी है यह फ़ोकस घुंडी जो भी मैं बता रहा हूं दोनों कॉलिमेटर और दूरबीन में मौजूद हैं इस फ़ोकस घुंडी का उपयोग फ़ोकसिंग के लिए किया जाता है वर्नियर वहाँ लेंस होते हैं और यह झिरी स्रोत यह घुंडी फ़ोकस घुंडी है जब आप घुमा रहे हैं यह झिरी यह झिरी यह अंदर और बाहर की ओर घुमती है यह झिरी नली के साथ जुड़ी हुई है इस नली को कॉलिमेटर नली में डाला जाता है इस फ़ोकस घुंडी के साथ आप झिरी की स्थिति की स्थिति को बदल सकते हैं फ़ोकसिंग का मतलब है हम इस झिरी को इस कॉलिमेटर लेंस उत्तल लेंस के केंद्र बिंदु पर रखना चाहते हैं जब कोई स्रोत उत्तल लेंस के केंद्र बिंदु पर होता है तो आपको दूसरी तरफ आपको समानांतर किरणें मिलेंगी यदि आप देखें तो वर्नियर के पास एक स्तर गुजर रहा है और इसके लिए दूरबीन को फोकस करने के लिए यह नेत्रिका है यहां फिर से फ़ोकस घुंडी है इस फ़ोकसिंग घुंडी को हम घुमा रहे हैं इसका मतलब है कि यह एक नली है यहां एक नली है जहाँ इस क्रॉस वायर को लगाया जाता है इसका मतलब है कि क्रॉस वायर तल को पर्दे की जगह के रूप में लिया गया है पर्दे पर छवि बनेगी पर्दे के बजाय हम क्रॉस वायर लगाते हैं यह क्रॉस वायर तल पर्दे की तरह काम करता है और नेत्रिका नेत्रिका और कुछ नहीं बल्कि एक अन्य लेंस उत्तल लेंस है नेत्रिका वह लेंस है जिसे एक नली से जुड़ा जाता है और उस नली को क्रॉस वायर की नली में डाल दिया जाता है और क्रॉस वायर की उस नली को फिर से नेत्रिका की नली में डाल दिया जाता है नेत्रिका को इस तरह से लगाया जाता है कि क्रॉस वायर नेत्रिका के लेंस के केंद्र बिंदु पर होगा अब हम नेत्रिका की स्थिति को क्रॉस सक्रिय में नहीं छेड़ेंगे अब और यह नेत्रिका है यह क्रॉस वायर नली में जड़ी हुई है अब यह फ़ोकस घुंडी आप घुमा रहे हैं इसका मतलब है कि यह क्रॉस वायर नली अंदर और बाहर जा रही है आप इसे अंदर और बाहर ले जा सकते हैं हम इस क्रॉस वायर तल को इस दूरबीन लेंस के केंद्र बिंदु पर रखना चाहते हैं यहां यह है कि यह इसे फोकस करना कहते हैं मतलब कि यहां समानांतर किरणें कॉलिमेटर से आ रही हैं अब यहां प्रिज्म टेबल है यहां या तो आप प्रिज्म या ग्रेटिंग रखेंगे अब दूसरी तरफ विवर्तित या विवर्तित किरणें आएंगी यह निर्भर करता है कि समानांतर किरणें आएंगी अब वह समानांतर किरणें यदि आप छवि देखना चाहते हैं यहां आपको लेंस के फोकस समतल पर फोकस करना है तो यह छवि उस केंद्र बिंदु पर बनेगी यहां हम इस लेंस के केंद्र बिंदु पर क्रॉस वायर के तल को रखने के लिए इस फ़ोकस घुंडी को घुमा रहे हैं इसे फोकसिंग कहते हैं और यह इस कवर प्लेट के ठीक नीचे वृत्ताकार पैमाना है जिसके साथ ये वर्नियर स्केल जुड़े हुए हैं उसके नीचे एक वृत्ताकार पैमाना है और उस वृत्ताकार पैमाने को दूरबीन के साथ जोड़ा जाता है दूरबीन के साथ जोड़ा जाता है दूरबीन खेद है कि यह दूरबीन है यदि आप यहाँ यदि आप दूरबीन को घुमाते हैं इसका मतलब है कि ये वृत्ताकार पैमाना घूम रहा है यहाँ यह कॉलिमेटर जड़ा हुआ है आप इसे घुमा नहीं सकते आप इसकी स्थिति नहीं बदल सकते प्रिज्म टेबल आप घुमा सकते हैं वर्नियर स्केल घूमेगा और दूरबीन आप घुमा सकते हैं यह दोनों टेबल एक सामान्य अक्ष के संबंध में घूमेगी वर्नियर वह अक्ष टेबल के केंद्र से होकर गुजरा यह प्रिज्म टेबल और दूरबीन के लिए घूर्णी की धुरी है अब आपका पाठ्यांक बदल जाएगा प्रिज्म टेबल के घूमने के कारण मतलब यह वर्नियर या दूरबीन मतलब वृत्ताकार पैमाना वृत्ताकार पैमाने का घूमना इसे पढ़ने के लिए आपको आवर्धक ग्लास का उपयोग करना होगा यहाँ आम तौर पर इस वर्नियर के कवर पर जो कुछ भी है वे आम तौर पर दो आवर्धक ग्लास होते हैं जो आपस में जुड़े हैं कभी कभी यह संलग्न होते हैं या कभी कभी सिर्फ यह सामान्य पारदर्शी प्लेट जड़ी होता है उस स्थिति में आपको आवर्धक ग्लास का उपयोग करना होगा और यह पेंच हैं यह यहां दो पेंच हैं इसे क्लैंप स्क्रू कहा जाता है प्रिज्म टेबल आप घुमा सकते हैं और साथ ही इस दूरबीन को आप घुमा सकते हैं घूमाने के बाद आप एक विशेष स्थिति में दृढ़ करना चाहते हैं आप इसे जकड़ सकते हैं प्रिज्म टेबल को जकड़ सकते हैं और साथ ही आप दूरबीन को जकड़ सकते हैं यह दो क्लैंपिंग स्क्रू हैं यह दो पेंच क्लैंपिंग स्क्रू हैं और साथ ही यहां महीन समायोजन पेंच भी हैं वर्नियर को जकड़ने के बाद यदि आप प्रिज्म टेबल या दूरबीन को घुमा कर परिमाण बदलना चाहते हैं यहां महीन समायोजन के लिए एक घुंडी है यह एक है और एक यह है और एक अन्य होना चाहिए मुझे लगता है यह है इसके लिए यह दूरबीन को घुमाने के लिए महीन समायोजन पेंच हैं और क्लैंप स्क्रू हैं दूरबीन के लिए और यह प्रिज्म टेबल को घुमाने के लिए क्लैंप स्क्रू हैं और प्रिज्म टेबल के लिए महीन समायोजन पेंच हैं यहां बहुत सारे यहां प्रिज़्म स्पेक्ट्रोमीटर के साथ जुड़े कई घटक छोटे छोटे घटक होते हैं आपको यह जानना होगा कि इस प्रत्येक घटक का कार्य क्या है और उनका उपयोग कैसे करना है या क्या उद्देश्य है मैं और आगे बढ़ूंगा यदि मैं यहां बताता हूं कि स्पेक्ट्रोमीटर को समतल करने का उद्देश्य क्या है सामान्य ज्ञान बताता है कि प्रकाशीय प्रयोग में आपको प्रकाश स्रोत की आवश्यकता है एक प्रकाश स्रोत है प्रकाश आएगा और फिर यह एक प्रकाशीय यंत्र पर गिरेगा यह एक प्रकाशीय यंत्र पर गिर गिरेगा तब परावर्तन अपवर्तन विवर्तन होगा जो कुछ भी होगा और फिर लूप होगा और छवि बन जाएगी आपको पर्दा चाहिए स्रोत फिर प्रकाशीय यंत्र और फिर पर्दा स्पेक्ट्रोमीटर में वे समतुल्य घटक हैं कॉलिमेटर प्रिज्म टेबल और दूरबीन यहां आप देख सकते हैं कि यदि यह स्रोत प्रकाश स्रोत मान लें कि इस तल पर है यहाँ एक छेद है इस तल पर एक छेद है छेद के माध्यम से प्रकाश आ रहा है यहां यह छेद एक स्रोत के रूप में कार्य करता है अब यदि प्रकाश आ रहा है तो यहां छोटा छेद है इसके माध्यम से प्रकाश आ रहा है अब अगर यह पर्दा इस तरह से ऊर्ध्वाधर नहीं है अगर इसे घुमाया जाता है अगर इसे घुमाया जाता है तो क्या होगा प्रकाश इस दिशा में जाएगा यह इस दिशा में नहीं जाएगा इसी तरह यदि यह लेंस मान ले इस तल पर है तो यह एक धारक है यह इस लेंस को पकड़े हुए है अब यह अगर यह धारक यह इस प्रकार नहीं है यह ऊर्ध्वाधर नहीं है अगर इसे इस तरह घुमाया जाए तो वर्नियर क्या होगा क्या होगा वर्नियर प्रकाश इस तरह जाएगा और छवि यहां बनेगी बजाय यहां पर्दे पर छवि बनाने के छवि उस स्थान पर बनेगी और यह पर्दा भी यदि यह इस तरह से नहीं है अगर यह घूमता है तो आपको वृत्ताकार छवि नहीं मिलेगी यदि यह स्रोत वृत्ताकार है यदि यह घूमता है तो यह छवि विकृत हो जाएगी यह प्रकाशीय होगा उन्हें लंबवत रखने के लिए उन्हें लंबवत रखने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है इसका मतलब है कि यह कॉलिमेटर को रखा जाना चाहिए इस कॉलिमेटर की धुरी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए मैं बता रहा हूं यह घूर्णी की धुरी है आप जानते हैं यह घूर्णी की धुरी है यहाँ यह घूर्णी की धुरी है इसे इस तरह झुकाया जा सकता है क्योंकि यह यह लम्बवत तल है इसे इस तरह घुमाया जाता है या इसे इस तरह झुकाया जा सकता है हमें इसे इस तरह से लंबवत बनाना होगा इसके साथ प्रकाश की दिशा यह होनी चाहिए कि यह तल प्रकाश की दिशा के साथ लंबवत होना चाहिए कॉलिमेटर के मामले में यह कॉलिमेटर यह नली इस तरह है यह झिरी स्रोत है अब प्रकाश यह यह ऊर्ध्वाधर अक्ष यह ऊर्ध्वाधर होना चाहिए और यह तल यह सतह होनी चाहिए या नली का अक्ष नली का अक्ष क्षैतिज होना चाहिए और नली के लंबवत इसे ऊर्ध्वाधर होना चाहिए यह शर्त है यदि यह ऊर्ध्वाधर नहीं है तो यह ऊपर और नीचे होगा अब आप कल्पना करते हैं कि प्रकाश या इस तल में या इस तल के नीचे से जाएगा और अगर यह क्षैतिज नहीं है तो फिर से प्रकाश इस तरह से जाएगा या प्रकाश अन्य तरीके से जाएगा इसी तरह प्रिज्म टेबल को भी क्षैतिज होना पड़ता है अर्थात प्रिज्म टेबल के लिए यह सामान्य ऊर्ध्वाधर होना चाहिए और टेबल की सतह क्षैतिज होनी चाहिए तभी केवल जब प्रिज्म या गेटिंग जैसे कोई भी प्रकाशीय यंत्र यहां रखें जाएंगे तो यह ऊर्ध्वाधर रहेगा साथ ही साथ इसकी सतह प्रिज्म टेबल के साथ क्षैतिज होगी इसी तरह दूरबीन भी यह दूरबीन नली यह ऊर्ध्वाधर होनी चाहिए और इसकी धुरी की लंबाई क्षैतिज होनी चाहिए कॉलिमेटर प्रिज्म टेबल और दूरबीन इसे क्षैतिज होना चाहिए और कॉलिमेटर के अभिलंब प्रिज्म टेबल और दूरबीन की सतह को ऊर्ध्वाधर होना चाहिए यह आवश्यक है यह मैं आपको उदाहरण दिखाते हुए बताने की कोशिश करता हूं यदि यह नहीं है तो क्या होगा हम चाहते हैं कि प्रकाश ऐसे जाए जो इस प्रकार होना चाहिए यह क्षैतिज होना चाहिए यह क्षैतिज होना चाहिए इस रेखा को क्षैतिज होना चाहिए प्रकाश इस तरह या इस तरह से नहीं जाना चाहिए हमें इसे हासिल करना है इसके लिए हमें दूरबीन प्रिज्म टेबल साथ ही साथ कॉलिमेटर को समतल करने की आवश्यकता है और यही समतल करने का उद्देश्य है आह यह कैसे प्राप्त करें इसे समतल कैसे करें यह स्पेक्ट्रोमीटर को समतल करने के लिए संचालन कर सकता है स्पेक्ट्रोमीटर को समतल करने के लिए कुछ चरण हैं पहला चरण मैकेनिकल लेवलिंग है मैकेनिकल लेवलिंग में ये वो चीजें हैं जो हमें इस्तेमाल करनी हैं यह तीन मूल समतलकारी पेंच हम उपयोग करेंगे फिर तीन प्रिज्म टेबल समतलकारी पेंचो का उपयोग करेंगे दो कॉलिमेटर समतलकारी पेंच हैं यहां दो कॉलिमेटर लेवलिंग और दो दूरबीन समतलकारी पेंच हैं नीचे तस्वीर में जो कुछ भी मैंने दिखाया वहां यह एक दिखाई दे रहा था एक अन्य तस्वीर में नहीं दिख रहा था इन समतलकारी पेंचो का उपयोग मैकेनिकल लेवलिंग के लिए किया जाएगा उद्देश्य यह है कि जैसा कि मैंने उल्लेख किया था कि दूरबीन प्रिज्म टेबल और कॉलिमेटर को पूरी तरह से क्षैतिज बनाना है और उनके अभिलंब पूरी तरह से ऊर्ध्वाधर होना चाहिए पहले आंख के अनुमान से आप बस आधार को समतल कर सकते हैं और फिर कॉलिमेटर और फिर प्रिज्म टेबल कॉलिमेटर फिर दूरबीन और फिर प्रिज्म टेबल आपको मोटे तौर पर क्षैतिज बनाने की कोशिश करनी चाहिए जो कि आंखों के अनुमान से है आप पेंच को घुमाते हैं पेंच को इस तरह से समायोजित करते हैं कि आप उन्हें अपनी आंखों के अनुमान से क्षैतिज बनाते हैं फिर दूरबीन को कॉलिमेटर के अनुरूप रखें कॉलिमेटर तय हो गया है दूरबीन हम घुमा सकते हैं यदि यह बंद है तो आपको खोलना होगा क्लैंपिंग स्क्रू वहां हैं इसे खोलें आप इसे घुमाते हैं और कॉलिमेटर के अनुरूप ले जाते हैं और दूरबीन नली दूरबीन नली पर इसकी लंबाई के साथ स्पिरिट लेवल रखें इसके बाद दूरबीन समतलकारी पेंचो का इस्तेमाल करते हुए वायु बुलबुले को स्पिरिट लेवल के केंद्र की ओर लाएं यह समतलकारी पेंचो को आंखों के अनुमान से समायोजित करने के बाद है आप स्पिरिट लेवल का उपयोग करते हैं इसे दूरबीन की लंबाई के साथ लगाते हैं दूरबीन पर आप इसे दूरबीन की लंबाई के साथ लगाते हैं और फिर दूरबीन पेंच का उपयोग करें दो पेंच हैं आप उनका उपयोग करते हैं आप वायु बुलबुले को स्पिरिट लेवल के केंद्र की ओर लाने के लिए समतलकारी पेंच दूरबीन समतलकारी पेंच को घुमाते हैं अब आप दूरबीन को लगभग 180 डिग्री घुमाते हैं यह दूरबीन कॉलिमेटर के बिल्कुल करीब है और फिर से फिर से दोहराएं आप यह देखते हैं कि क्या यह स्पिरिट लेवल में वायु बुलबुला यह केंद्र में है या इसमें परिवर्तन आया है फिर से आप इसे समायोजित करते हैं उस स्थिति में आप बेस समतलकारी पेंच को समायोजित करते हैं बेस समतलकारी पेंच को कॉलिमेटर के नीचे छोड़ते हुए कॉलिमेटर में खेद आधार में 3 समतलकारी पेंच हैं एक समतलकारी पेंच कॉलिमेटर के नीचे है जहां कभी कभी यह दृढ़ होता है या कभी कभी आप ऊंचाई को समायोजित करते हैं उस एक को छोड़ कर बाकी दो पेंच बेस समतलकारी पेंच जिसे आप वायु बुलबुला केंद्र में लाने के लिए घुमाते हैं इस दूरबीन को 180 डिग्री पर रखने का मतलब है कि आप कॉलिमेटर के करीब हैं फिर इसके बाद आप कॉलिमेटर की लम्बाई के साथ स्पिरिट लेवल रखते हैं जिस तरह से आपने दूरबीन पर रखा था उसी तरह से रखें और कॉलिमेटर समतलकारी पेंच को घुमाते हुए वायु बुलबुले को केंद्र में ले आए स्पिरिट लेवल का इस्तेमाल करते हुए इस तरह से वायु बुलबुले को स्पिरिट लेवल के केंद्र में लाना है पहले हम दूरबीन को दूरबीन समतलकारी पेंच का उपयोग करके क्षैतिज बना रहे हैं फिर दूरबीन को 180 डिग्री पर रख रहे हैं इसके लिए हम दो बेस समतलकारी पेंच का उपयोग कर रहे हैं कॉलिमेटर के नीचे तीसरे बेस समतलकारी पेंच को छोड़ते हुए इसके लिए इस प्रक्रिया को कुछ बार दोहराएं फिर यह आपका दूरबीन यंत्रवत् रूप से क्षैतिज है फिर हम इस स्पिरिट लेवल का उपयोग करके और कॉलिमेटर समतलकारी पेंच को घुमाते हुए कॉलिमेटर को क्षैतिज बनाते हैं और फिर आप स्पिरिट लेवल को प्रिज्म टेबल के केंद्र में रखेंगे और प्रिज्म टेबल में 3 समतलकारी पेंच होते हैं स्पिरिट लेवल आप इस तरह से रखते हैं कि यह दो समतलकारी पेंच में शामिल होने वाली रेखा के समानांतर होगा अब स्पिरिट लेवल के केंद्र में वायु बुलबुले को लाने के लिए इन दो पेंच को इन दो पेंच को घुमाएं जो स्पिरिट लेवल के समानांतर हैं इस पेंच में आप इसे विपरीत दिशा में घुमाते हैं विपरीत दिशा का मतलब है कि अगर एक दक्षिणावर्त है तो दूसरी वामावर्त होगी इसकी एक तरफ की ऊंचाई बढ़ रही है दूसरी तरफ की ऊंचाई घट जाएगी क्योंकि समतल करने के लिए इसे इस दो पेंच के समानांतर में रखा जाता है वायु बुलबुले को केंद्र में लाने के लिए यह आवश्यक है यदि एक कोने की ऊंचाई बढ़ाने के लिए आवश्यक होगा मतलब कि हम एक पेंच का उपयोग कर रहे हैं निश्चित रूप से यह दूसरा पक्ष इसके विपरीत होना है इसी प्रकार हम उन्हें उल्टी दिशा में घुमाने के लिए कहते हैं अब इस स्पिरिट लेवल को उस रेखा पर लंबवत उस रेखा पर लंबवत रखें जो दो समतलकारी पेंचो को मिलाने वाली रेखा से जुड़ती है और दो समतलकारी पेंचो से जोड़ती हुई रेखा के लंबवत रखें आप केंद्र में वायु बुलबुला लाने के लिए तीसरा पेच घुमाते हैं और फिर आप इसे दोहराते हैं इस प्रक्रिया को कुछ बार कि स्पिरिट लेवल में यह वायु बुलबुला यह केंद्र में बना रहेगा यह आपकी मैकेनिकल लेवलिंग दूरबीन के लिए और फिर कॉलिमेटर और फिर प्रिज्म टेबल के लिए यह तीनों मुख्य घटकों को समतल किया गया है मैं यहीं रुक जाऊंगा अगली कक्षा में मैं अन्य समायोजन जारी रखूंगा ध्यान देने के लिए धन्यवाद